तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्टेप रिस्पांस सीरीज RLC सर्किट और पैरलल RLC सर्किट का और हमने देखा था कि जब हम ऐसे सर्किट हो हल करते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं हल करने के लिए परंतु कभी कभी ऐसे इक्वेशन को हल करना बहुत कठिन होता है इसलिए हम एक अलग टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफार्म जो कि आसान है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट को हल करने के लिए तो इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं पहले हम समझते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है तो इस मॉड्यूल में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे और यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है ऐसे सर्किट को हल करने हेतु जहां इनपुट साइनोसोडल और नॉन साइनोसोडल होते हैं लाप्लास ट्रांसफर का प्रयोग करके टाइम डोमेन सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलते हैं और फिर उसका सलूशन निकालते हैं इसलिए जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आप टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलें और फिर उसका सलूशन निकालेंगे और पुनः आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे जिससे कि आपको सॉल्यूशन टाइम डोमेन में मिल जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को विभिन्न विभिन्न प्रकार के इनपुट पर लगाया जा सकता है जोकि फेजर एनालिसिस में संभव नहीं था शुरुआती लेक्चर में हमने फेजर के बारे में पढ़ा था और यह भी कैसे देखा था कि कैसे फेजर एनालिसिस से सर्किट को हल किया जाता है परंतु फेजर एनालिसिस के अपने कुछ लिमिटेशन हैं जैसे कि इसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के इनपुट पर नहीं लगा सकते इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसान और बहुत शक्तिशाली माना गया है फेजर एनालिसिस की तुलना में यह एक आसान सा तरीका है ऐसे सर्किट को हल करने का जिसने इनिशियल कंडीशन दी गई हो क्योंकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह अलजेब्रिक इक्वेशन का प्रयोग करता है तो जब हम RLC सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे हमने देखा था कि वहां डिफरेंशियल इक्वेशन थे और हमें उन्हें हल करना पड़ रहा था सलूशन निकालने के लिए जोकि थोड़ा कठिन एवं जटिल काम था अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करने की तुलना में अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करना आसान होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से अलजेब्रिक इक्वेशन में बदल देता है और आसानी से सलूशन निकल आता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्षमता है टोटल सर्किट रिस्पांस निकालने की जिसमें नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस दोनों होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे परिभाषित करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम F से दर्शाते हैं या हम कह सकते हैं अब यहां s क्या है s एक कांप्लेक्स वेरिएबल है जो से दर्शाया जाता है अब क्योंकि st डाइमेंशनलेस है जिसका मतलब है कि अगर t टाइम डोमेन है तो s का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे कि st डाइमेंशनलेस हो जाए इसलिए s की यूनिट इन्वर्स होगा सेकंड का अब इक्वेशन में आप लाप्लास ट्रांसफार्म की परिभाषा देख चुके हैं जहां लिमिट 0 यह दर्शाता है कि हम t0 के पहले के समय के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह प्रमाणित करता है कि इसमें स्विचिंग ON और स्विचिंग OFF जैसे घटना भी सम्मिलित हैं जिसका यह मतलब होगा कि इसमें सिंगुलेरिटी फंक्शन जैसे स्टेप रिस्पांस अथवा इंपल्स रिस्पांस भी सम्मिलित है तो यह समायोजित करता है फंक्शन को जैसे सिंगुलेरिटी फंक्शन को जो डिस्कंटीन्यूअस होते हैं t0 पर तो हम क्या कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रल ट्रांसफॉरमेशन है फंक्शन f का टाइम डोमेन से कांप्लेक्स फ्रिकवेंसी डोमेन में और यह F द्वारा दर्शाया जाता है अब अगर आप मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 में f को नजरअंदाज किया जा रहा है t0 पर जिसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि आप मैथमेटिकल फंक्शन को फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन के गुड़ा से दर्शा रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं आप फंक्शन f को यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ क्लब कर सकते हैं तो आप सीधे इसे f u अथवा f t लिख सकते हैं अब आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से तक है जिसका मतलब है कि यह वन साइडेड अथवा यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है अगर आपको टू साइडेड अथवा बाईलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो आपको F को इंटीग्रेट करना होगा से तक उस केस में होगा अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन f का हर बिंदु पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो तो फंक्शन f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो इसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए या कन्वर्ज होनी चाहिए अब अगर आप को देखें तो अगर इसमें s की वैल्यू रखते हैं तो यह होगा तो अब आप जानते हैं कि होता है यूलर आईडेंटिटी के कारण इसलिए आप लिख सकते हैं तो अगर आप इसका मोड निकाले तो यह होगा अब आप क्या कहते हैं होगा t कि किसी भी वैल्यू के लिए तो इसका मतलब है कि यह फाइनाइट होगा हर जगह तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं अब इस एक्सप्रेशन के दाहिनी तरफ है और इसका इंटीग्रेशन भी फाइनाइट होना चाहिए जिसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से कम होनी चाहिए और यह की रियल वैल्यू पर लागू होगा तो की वैल्यू को मान लीजिए तो इसी के साथ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रीजन आप कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं आप कह सकते हैं कि s का रियल कंपोनेंट जोकिहोगा जिससे कि सॉल्यूशन कन्वर्ज करें तो अगर आप इस कंडीशन को कॉन्प्लेक्स प्लेन में देखें तो x एक्सेस पर और y एक्सेस पर ω परिवर्तित हो रहा है तो कि वह कंडीशन है जो आप की बाउंड्री लाइन है तो इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन तभी कन्वर्ज करेगा जब की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो इसलिए के दाहिने तरफ अगर सॉल्यूशन होगा तब आप कह सकते हैं कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्जिस्ट करेगा अगर वह इस कंडीशन के बाई तरफ आया तो सलूशन कन्वर्ज नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि मोड ऑफ F अगर से कम होगा तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा और बाकी जगह सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं करेगा इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्जिस्ट नहीं करता है उस जगह पर अब अगला आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इक्वेशन से दर्शाया जाता है तो यह एक्सप्रेशन होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का जहां इंटीग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन σ1 jω पर करते हैं जहां−∞ ω ∞ होता है तो आप देख रहे हैं कि σ1 कि किसी भी वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन इसी निर्धारित लाइन पर होगा तो हम कह सकते हैं कि f और F आपस में लाप्लास ट्रांसफार्म पेयर है तो इसका यह मतलब होगा कि f और F के बीच आपस में सामंजस्य है आइए अब कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर यूनिट स्टेप फंक्शन अब हमें क्या करना है हमें इसका लाप्लास ट्रांसफार्म निकालना है तो अगर आप इसे देखें तो यह यूनिट स्टेप फंक्शन है जहां इसकी वैल्यू 1 है t0 पर और इसकी वैल्यू 0 है t0 पर इसलिए जब आपको कहा जाए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए तो आप इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसकी वैल्यू 1 है 0 के लिए इसलिए आप इसकी लिमिट चेंज कर सकते हैं तो अब यह बदलकर 0 से हो जाएगी और आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ बचेगा तो आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा और आप जब इसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आएगा इसलिए यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है अब दूसरा उदाहरण एक्स्पोनेंशियल फंक्शन लेते हैं जहां a0 है आप इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रखिए और इसे हल करिए तो आपको इंटीग्रेशन का आउटपुट मिलेगा यहां भी हम इसे 0 से तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 सिर्फ 0 से तक होती है तो इस तरह आसानी से आपको का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ और नहीं बल्कि मिल जाएगा अब तीसरा फंक्शन हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन है जो आप यहां देख रहे हैं अगर आपको याद हो यूनिट इंपल्स फंक्शन की कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस किया था तो होगा क्योंकि इस फंक्शन का एरिया 1 होगा इसलिए हम लिमिट से को 0 से 0 बदल सकते हैं क्योंकि बाकी जगह पर की वैल्यू 0 होती है जैसा हमने पहले पड़ा है इसलिए अगर आप इस ज्ञान का प्रयोग करें और लाप्लास ट्रांसफार्म का निकालने का प्रयास करें तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी क्योंकि बाकी जगह वैल्यू 0 होती है सिर्फ t0 को छोड़ कर इसलिए यूनिट इंपल्स फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफार्मर 1 होता है अब अगला उदाहरण के तौर पर हम फंक्शन f sinωt u को लेते हैं साइन फंक्शन का लाप्लास कुछ ऐसा होगा और इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 से इंफिनिटी तक पर क्योंकि साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन है लगा हुआ साइन फंक्शन के साथ इसलिए 0 की जगह हम इसे 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसी समय के लिए sin ωt फंक्शन की वैल्यू होगी बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 होगी तो अब आप क्या लिख सकते हैं

यहां हम साइन टर्म को एक्स्पोनेंशियल फार्म में लिखेंगे जैसे अब को आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वह एक कांस्टेंट है और जब आप इसे क्लब करेंगे तो आपको मिलेगा अभी कुछ देर पहले ही हमने ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली थी जैसे इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे और इसी तरह से इसका लाप्लास होगा इसी तरह अगर आप sin ωt की जगह cos ωt रखें तो आपको लाप्लास मिलेगा जिसको आप चाहे तो जांच सकते हैं खुद से cosωt की वैल्यू रखकर इस एक्सप्रेशन में और इसे हल करके आइए अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज को देखें यह प्रॉपर्टी हमारी मदद करेंगे सीधे ट्रांसफॉर्म पेयर निकालने में बिना इंटीग्रेशन की मदद लिए यह हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन था तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज का उपयोग करेंगे सीधे ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बिना इंटीग्रेशन का प्रयोग किए हुए तो आइए देखें प्रॉपर्टी के बारे में पहली प्रॉपर्टी है लिनियेरिटी लिनियेरिटी का मतलब यह है कि अगर F1 और F2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैं f1 और f2 के तो हम कह सकते हैं कि होगा जहां a1 और a2 कांस्टेंट्स हैं तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लिनियेरिटी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है अगली प्रॉपर्टी इसकेलिंग है तो अगर F लाप्लास ट्रांसफार्म है f का तो f का लाप्लास क्या होगा यह हमें निकालना है तो आइए इसे हल करें मान लीजिए जहां a कांस्टेंट् है और a0 है अगर हम x at ले तो dx a dt होगा और होगा अगर आप at को बदल दे x की वैल्यू रखकर तो बदल कर f हो जाएगा तब बदल कर और dx a dt होगा इसलिए होगा अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन की आपस में तुलना करें क्योंकि यह स्टैंडर्ड डेफिनिशन है लाप्लास ट्रांसफार्म की तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि आप s को sa बदल दे तब दोनों एक ही होंगे तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म F की स्टैंडर्ड डेफिनिशन से तुलना करके कह सकते हैं कि s को sa से बदल दीजिए और डमी वेरिएबल t को x से बदल दीजिए तो जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप कह सकते हैं कि होगा 1a कांस्टेंट है तो आप इसे बाहर ले सकते हैं और फिर जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज भिन्न है वह है कि s को sa से बदल दिया गया है तो इस परिवर्तन के साथ अगर आप देखें दोनों इक्वेशन को तो आप कह सकते हैं कि होगा अगर आप इस का प्रयोग करें तो आप पहले से जानते हैं कि होता है तो होगा और इसी को हम इसकेलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं आइए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं लाप्लास ट्रांसफार्मर जिसका नाम है टाइम शिफ्टिंग मान लीजिए की F लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का निकालेंगे सीधे स्टैंडर्ड डेफिनिशन का प्रयोग करके और आपको मिलेगा अब आपको पता है कि ut − a 0 होगा ta पर और ut − a 1 को ta के लिए इसका प्रयोग करने के बाद आपका इंटीग्रेशन होगा

अब मान लीजिए कि x एक दूसरा वेरिएबल है जो x t − a है तब dx dt और t x a होगा अब क्योंकि t → a x → 0 और t →∞ x →∞ है इसलिए इस कंडीशन का प्रयोग करके आप कह सकते हैं कि आपका नया इंटीग्रेशन होगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो कांस्टेंट है इसलिए आप इसे बाहर निकाल सकते हैं अब जो बचा यह कुछ और नहीं बल्कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन f का अगर आप इसकी तुलना स्टैंडर्ड डेफिनेशन से करें तो आप कह सकते हैं कि यह लाप्लास ट्रांसफार्म ही होगा f का इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म F होगा और आपको इक्वेशन मिलेगा आखिरकार इसे टाइम शिफ्टिंग कहते हैं जिसका मतलब है कि अगर फंक्शन a टाइम से पीछे है तो उत्तर में उस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफार्म को सिर्फ से गुड़ा कर दीजिए तो अगर आपके पास टाइम डिले फंक्शन है तो आप सीधे से उसके लाप्लास ट्रांसफार्म का गुड़ा कर दीजिए और तब आपको उस डिले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफार्म मिल जाएगा और इस प्रॉपर्टी को लाप्लास ट्रांसफर की टाइम डिले अथवा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं तो किसके साथ एक उदाहरण लीजिए आपको पता है कि होता है परंतु अगर आपको कहा जाए कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए L cosω का तो आप क्या करेंगे तो आपको इसका लाप्लास मिलेगा

तो अब हम अपना यह लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे अगले लेक्चर में और लाप्लास की और प्रॉपर्टीज देखेंगे धन्यवाद